8 स्टेज पाइपलाइन में यह उस 6 स्टेज पाइपलाइन का एक और उन्नत संस्करण है तो यह ARM11 कोर में उपलब्ध है तो वे 2 नई फीचर इंट्रोडूस की गई हैं पहली शिफ्ट ऑपरेशन है तो शिफ्ट ऑपरेशन को अलग पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित किया गया है तो आपको याद है कि ARM आर्किटेक्चर में हमने दिखाया है कि ALU से पहले एक बैरल शिफ्टर है तो हम हमेशा एक अलग पाइपलाइन स्टेज में शिफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं तो इस तरह से ARM11 आर्किटेक्चर में एक्सप्लॉइट किया गया है तो यह एक 8 स्टेज पाइपलाइन है तो शिफ्ट ऑपरेशन एक स्टेज का गठन कर रहा है तो अगर आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिला है तो हम कहाँ हैं यदि आपको इस तरह का इंस्ट्रक्श मिला है जैसे कि x x y 2 तो इस ऑपरेशन को करते समय इस y को 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाता है यह एक अलग पाइपलाइन स्टेज द्वारा किया जाता है और यह अडीसन एक अलग पाइपलाइन स्टेज द्वारा किया जाता है पहले इन दोनों को एक साथ किया जाता है तो इस तरह से अधिक समय लग रहा था अब इसे 2 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित किया गया है तो ऑपरेशन तेज होगा तो इस तरह यह इस ऑपरेशन की डिले को कम करने में मदद करता है और इंस्ट्रक्शन और डेटा एक्सेस दोनों को 2 पाइपलाइन स्टेजेस में वितरित किया जाता है तो फेच भाग तो वह भी 2 स्टेजेस में विभाजित है तो हमारे पास 6 स्टेजेस थे इसलिए वहां से एक पाइपलाइन हमें शिफ्ट का एक नया स्टेज मिला है तो यह एक 7 बनाता है तो इन इंस्ट्रक्शन और डेटा वे 2 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित हैं तो यह एक 7 प्लस 2 9 पाइपलाइन स्टेज है और यह एक्सेक्यूशन यूनिट 3 पाइपलाइनों में विभाजित है और वे समवर्ती रूप से काम कर सकते हैं और आर्डर से बाहर इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं तो हमें इससे क्या मतलब है हम समझने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी स्थिति है हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे कि R1 R1 R2 और दूसरा इंस्ट्रक्शन R3 R4 R5 अब यदि आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो यह इंस्ट्रक्शन इस के एक्सेक्यूशन को प्रभावित नहीं करता है इसलिए ये इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो इस तरह से यदि आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो मान लीजिए कि यह वह प्रोग्राम है जिसे हमने लिखा है तो आप इस प्रोग्राम में यह पता लगा सकते हैं कि प्रोग्राम के कई हिस्से वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं या यदि आप यह विशेष रूप से सच है जब आपको एक लूप बॉडी मिली है जैसे कि मैं लूप लिख रहा हूँ कि i1 से 100 के बराबर कुछ स्टेटमेंट यहाँ है तो यदि आप इस लूप बॉडी का विश्लेषण करते हैं तो आप पा सकते हैं कि कई इंस्ट्रक्शन वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं और उन्हें पैरेलल रूप से किया जा सकता है तो यदि आपको कई एक्सेक्यूशन उपलब्ध हैं जिनकी आपको आवश्यकता है तो आप यह कर सकते हैं कि आपको कई ALU उपलब्ध हैं तो आप यह सभी ऑपरेशन पैरेलल रूप से कर सकते हैं हालांकि एक सामान्य इंसान के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि हम इस प्रकार का परलेलिस्म कहां पा सकते हैं लेकिन यह कम्पाइलर द्वारा किया जाता है तो वे यह पता लगाएंगे कि कौन से बिंदु हैं कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें पैरेलल रूप से निष्पादित किया जा सकता है तो वे वास्तव में कई फंक्शनल मॉड्यूल में वितरित किए जाते हैं और उन्हें पैरेलल रूप से किया जाता है तो इस तरह से हम इस एक्सेक्यूशन को 3 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित कर सकते हैं और फिर हम इस चीज़ को वहां इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ़ आर्डर से बाहर आ सकते हैं इसका मतलब यह अनिवार्य नहीं है कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 से पहले आता है लेकिन वास्तविक एक्सेक्यूशन में इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 1 से पहले पूरा हो सकता है तो अगर दो इंस्ट्रक्शंस के बीच कोई निर्भरता नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए उन्हें आउट ऑफ़ ऑर्डर भी पूरा किया जा सकता है तो आगे हम देखेंगे 8 स्टेज पाइपलाइन यह 8 स्टेज पाइपलाइन है जिसे हमने देखा है जो कि पाइपलाइन चर्चा को पूरा करता है अगले हम RISC प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जो उस आगे के प्रोसेसर में उपलब्ध हैं और रजिस्टर्स भी जो उपलब्ध हैं तो इस तरह से तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये ARM एक RISC आर्किटेक्चर है यह एक विशिष्ट RISC आर्किटेक्चर है जिसमें परफॉरमेंस को और बेहतर बनाने के लिए कई एन्हांसमेंट्स हैं तो कौन से RISC फीचर इसके पास हैं तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि इंस्ट्रक्शन माप और एक्सेक्यूशन समय के संदर्भ में समान हैं और इस RISC प्रोसेसर में उन्हें बड़ी संख्या में रजिस्टर मिले हैं इसलिए अगर हम इस ARM प्रोसेसर को देखें तो यहाँ भी हमें बड़ी यूनिफ़ॉर्म रजिस्टर फाइल मिली है तो यह विशेष शब्द फ़ाइल रजिस्टर फ़ाइल यह रजिस्टर फ़ाइल है तो यदि आप तो आप जानते हैं कि शब्द फ़ाइल का अर्थ है कि यह रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है यह रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है तो यदि आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की किताब को देखते हैं तो यह रिकॉर्ड का संग्रह है लेकिन प्रोसेसरों के मामले में ऐसा ही होता है कि प्रत्येक रजिस्टर को एक रिकॉर्ड माना जा सकता है और हमें इस तरह के रजिस्टरों का संग्रह मिल गया है तो उन्हें अक्सर रजिस्टर फाइल कहा जाता है तो यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक स्टैण्डर्ड टर्मिनोलॉजी है तो इस रजिस्टर फ़ाइल में इसे 16 जनरल पर्पस रजिस्टर मिले हैं जबकि 16 ऐसे रजिस्टर तो यह काफी बड़ा है तो प्रत्येक रजिस्टर 32 बिट है उन सभी में फिर यह भाग है कुछ लोड स्टोर आर्किटेक्चर का तो लोड स्टोर आर्किटेक्चर का मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने वाले इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं जो मेमोरी को एक्सेस करने वाले इंस्ट्रक्शंस से अलग होते हैं तो यह एक्सप्लेन करेंगे जैसे कहे आर्किटेक्चर हमने जो देखा है तो जैसे 8085 8051 वगैरह कहे उन्हें एक्यूमिलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है उन्हें एक्यूमिलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है क्योंकि यदि आप किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो एक ऑपरेंड हमेशा एक विशेष रजिस्टर एक्यूमिलेटर होता है और वह डेस्टिनेशन वह भी विशेष रजिस्टर एक्यूमिलेटर होता है तो आपके पास हमेशा ADD A B जैसे इंस्ट्रक्शन हैं या आप कह सकते हैं ADD A H तो ऐसा ही है लेकिन यह एक यह पहला एक ऑपरेंड हमेशा एक एक्यूमिलेटर है जो 8051 में हमने यह भी देखा है कि वे एक्यूमिलेटर हैं तो जब भी आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वे यह हैं कि हम एड्रेस का उल्लेख कर सकते हैं और फिर यह ऑपरेशन कर सकता है और हमें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन भी मिले हैं जैसे ADD A M और हमने कहा कि 8085के लिए इस प्रकार इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ था A को A प्लस मेमोरी लोकेशन मिलेगा जिसे HL की जोड़ी चाहती थी तो आप देखते हैं कि आप इस एक्यूमिलेटर को कुछ मेमोरी लोकेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं इसके विपरीत यह लोड स्टोर आर्किटेक्चर जो हमारे पास है यह लोड स्टोर आर्किटेक्चर बताता है कि हमारे पास इस मेमोरी का उपयोग करने के लिए यह अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते हैं जैसा की इस प्रकार का ADD R1 M नहीं हो सकता तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक्सेस के लिए संभव नहीं हैं हमें विशिष्ट इंस्ट्रक्शन LOAD और STORE मिल गए हैं तो LOAD और STORE तो ये 2 इंस्ट्रक्शन हैं जो LOAD इंस्ट्रक्शन द्वारा उपलब्ध हैं आप कुछ रजिस्टर को कुछ मेमोरी लोकेशन की सामग्री के साथ लोड कर सकते हैं और STORE से आप एक रजिस्टर की सामग्री को मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं लेकिन आप इस मेमोरी ऑपरेंड का उपयोग अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं तो यह संभव है तो इस प्रकार की आर्किटेक्चर तो उन्हें लोड स्टोर आर्किटेक्चर कहा जाता है तो ऐसा है तो क्या होता है कि अगर मैं एक लोड स्टोर आर्किटेक्चर का पालन कर रहा हूं तो जब भी मैं एक ऑपरेशन कह रहा हूं कहे एडिसन तो ऑपरेंड को कुछ रजिस्टर होना चाहिए तो R1 R2 R3 हो सकता है जिसका मतलब हो सकता है कि R1 को R2 प्लस R3 की सामग्री मिलती है तो यह अर्थ हो सकता है लेकिन तो इससे पहले मुझे किसी तरह इस R 2 और R3 को उचित मानों से लोड करना होगा यदि मेमोरी से आ रहा है और इस तरह आपको उसके लिए लोड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना है या इमीडियेट ऑपरेंड भी मुमकिन हैं तो इमीडियेट भाग यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन इमीडियेट भी संभव है तो इस तरह से हम इस आर्किटेक्चर को लोड स्टोर आर्किटेक्चर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं तो यह ARM प्रोसेसर वे इस लोड स्टोर आर्किटेक्चर का पालन कर रहे हैं तो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं और जो उन इंस्ट्रक्शन से अलग होते हैं जो मेमोरी एक्सेस करते हैं फिर एड्रेसिंग मोड सरल है तो विभिन्न एड्रेसिंग मोड हैं जो विभिन्न प्रोसेसर में उपलब्ध हैं जैसे रजिस्टर इनडायरेक्ट तो हमारे पास 8051 और 8085 में हमने उस रजिस्टर इनडायरेक्ट को देखा है लेकिन अगर आप IIT6 जैसे बाद के प्रोसेसर के संस्करणों को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें काम्प्लेक्स मोड जैसे आधारित एड्रेसिंग हैं फिर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग फिर बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग पोस्ट इन्क्रीमेंट के साथ प्री डेक्रेमेंट जैसी एड्रेसिंग मोड के कई प्रकार हैं और फिर से वही बात जब आर्किटेक्चरर डिजाइनरों ने प्रोसेसर की विशेषताओं के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह सब चीजें मददगार होंगी लेकिन जब प्रोग्राम्स के कंपाइलेशन की बात आती है तो केवल सीमित संख्या में अड्रेस्सिंग मोड ही वास्तव में डिजाइनरों कम्पाइलर डिज़ाइनर द्वारा उपयोग किए जाते हैं तो उन जटिल इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसिंग मोड्स का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है तो RISC आर्किटेक्चर में तो उन्हें सरल बनाया जाता है तो यह सरल एड्रेसिंग मोड यूनिफार्म और निश्चित लंबाई इंस्ट्रक्शन फील्ड है तो वे सभी इंस्ट्रक्शन उनकी लंबाई लगभग निर्धारित हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी तय की गई है सभी ARM इंस्ट्रक्शंस 32 बिट लंबे हैं और उनमें से अधिकांश में नियमित 3 ऑपरेंड एन्कोडिंग है तो सभी इंस्ट्रक्शंस 32 बिट हैं और सभी इंस्ट्रक्शंस 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन हैं तो यह ध्यान देने का एक और बिंदु है तो हम इंस्ट्रक्शन पा सकते है जैसे कि add R1 R2 R3 तो इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और डेस्टिनेशन हैं उनके 3 ऑपरेंड वहा हैं दूसरी ओर 8085 या 8051 में तोहमें ADD A B जैसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं जो की वे ये है यह पहला सोर्स और डेस्टिनेशन है दूसरा दूसरा ऑपरेंड है तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन उन्हें 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है उन्हें 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है अब यह एक इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन उन्हें 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस कहा जाएगा और आपके पास 0 ऑपरैंड इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि NOPNOP इंस्ट्रक्शन 0 ऑपरैंड कोई ऑपरेंड नहीं है तो आपके पास एक ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन हो सकता है जैसे कि PUSH कहो अगर आप PUSH इंस्ट्रक्शन में देखते हैं PUSH PSW तो यह एक सिंगल ऑपरेंड है तो आपको एक सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन मिला है उस तरह से हमें अलग अलग संख्या में ऑपरेंड्स मिले हैं लेकिन ARM प्रोसेसर में तो ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस वे 3 ऑपरेंड हैं तो इसमें 3 ऑपरेंड एन्कोडिंग होगा तो आगे हम कुछ बेहतर सुविधाओं पर ध्यान देंगे तो वे मूल विशेषताएं हैं जो वहां हैं लेकिन ARM के लिए भी कई बेहतर विशेषताएं हैं जैसे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन ALU और शिफ्टर को कण्ट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को अधिक शक्तिशाली बनाता है तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का अर्थ सामान्य रूप से अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन हैं तो वे इस ALU और शिफ्टर मॉड्यूल का उपयोग करेंगे लेकिन ARM प्रोसेसर के मामले में हम पाएंगे कि यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन इस ALU और शिफ्टर का उपयोग करने में सक्षम होगा जिस तरह से इंस्ट्रक्शन थोड़ा जटिल बन सकते हैं तो यह RISC आर्किटेक्चर से एक डायवर्सन है जहाँ ये इंस्ट्रक्शंस जहाँ इंस्ट्रक्शंस को सरल माना जाता है लेकिन अब हम थोड़ा जटिल इंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं तो यह ARM प्रोसेसर इस RISC और CISC आर्किटेक्चरल फीचर्स का मिश्रण है तो हम देखेंगे फिर ऑटो इन्क्रीमेंट और ऑटो डेक्रेमेंट एड्रेसिंग मोड का समर्थन किया जाता है तो ऑटो इन्क्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि आपको मिल गया है तो मैं कह सकता हूं ADD R1 R2 R3 और फिर हम कह सकते हैं कि ये R1 प्लस इस तरह की चीज हैं तो इसका मतलब यह होगा कि इस R1 मूल्य को जोड़ा जाएगा तो R3 हो जायेगा R1 प्लस R2 उसके बाद R1 इन्क्रीमेंट कर दिया जाएगा साथ ही साथ यह एक और काम है तो यह बहुत उपयोगी है विशेष रूप से जब भी आप किसी ऐरे को एक्सेस करने के लिए कोड लिख रहे हों तो ऐरे को आम तौर पर इस तरह एक मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है तो वहाँ प्रारंभिक एड्रेस है मान लीजिए कि मेमोरी के इस क्षेत्र में ऐरे संग्रहीत है तो शुरू में आप अपने इंडेक्स को पहले स्थान पर सेट करते हैं फिर यह एक एक्सेस करने के बाद आप चाहते हैं कि इंडेक्स स्वचालित रूप से बढ़ जाए तो यदि आप स्वचालित रूप से करते हैं तो हमें इस इंडेक्स भाग को लागू करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है यही कारण है कि इस प्रोसेसर डिजाइनरों के लिए यह ऑटो इन्क्रीमेंट एक बहुत ही उपयोगी मोड है तो यह हालांकि यह एक RISC विशेषता नहीं है क्योंकि अब हम एड्रेसिंग मोड को जटिल बना रहे हैं तो यह एक RISC फीचर नहीं है लेकिन ARM प्रोसेसर में यह ऑटो इन्क्रीमेंट की सुविधा होगी इसी तरह ARM प्रोसेसर के साथ ऑटो डिक्रीमेंट सुविधा भी है एक और डायवर्जन मल्टीपल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन है जो लोड स्टोर को एक बार में 16 रजिस्टरों की अनुमति देता है यदि मल्टीपल लोड स्टोर तो यह फीचर इस प्रकार है यह मूल रूप से CISC फीचर है तो यह मल्टीप्ल लोड स्टोर एक CISC फीचर है तो यदि आप इंटेल 8086 परिवार के आर्किटेक्चर में देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक विशेष इंस्ट्रक्शन है जिसे MOVS B MOVS W MOVS वर्ड कहा जाता है जो मूल रूप से MOVS है तो यह क्या करता है कि अगर आपको लगता है कि यह मेरी मेमोरी है और वहां मुझे कुछ सोर्स में डेटा का कुछ हिस्सा मिला है तो यह सोर्स है यह सोर्स स्थान सोर्स चंक है और वहां से मैं उस चंक को स्थानांतरित करना चाहता इसमे मैं इसे डेस्टिनेशन पर कॉपी करना चाहता हूं ठीक तो आप क्या कर सकते हैं आप इस एक को इंगित करने के लिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर सेट कर सकते हैं और डेस्टिनेशन को इंगित करने के लिए डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए विशेष रजिस्टर SI और DI हैं और आपके पास दूसरे रजिस्टर CX हो सकते हैं आप कितने बाइट स्थानान्तरण करना चाहते हैं और फिर यह SI रजिस्टर सेट करने के बाद जैसे MOV SI सोर्स एड्रेस MOV DI डेस्टिनेशन एड्रेस और MOV CX काउंट CX काउंट तो आप केवल MOVS B कह सकते हैं इस मूवमेंट को करने के लिए अब यह एक बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रक्शन है जो आप देखते हैं तो यह इस मामले में है कि क्या हुआ है कि यह बॉक्स या वे ब्लॉक हैं वे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो मैं पहले स्थान से कॉपी कर सकता हूं और तब तक जारी रख सकता हूं जब तक कि CX नंबर बाईट कॉपी नहीं किया जाता लेकिन उस स्थिति पर विचार करें जहां मेमोरी में मेरा सोर्स ब्लॉक यहां कहीं कहा गया है तो यह मेरा सोर्स ब्लॉक है और मेरी डेस्टिनेशन यह मेरा डेस्टिनेशन ब्लॉक कुछ इस तरह है यह डॉटेड भाग डेस्टिनेशन है अब आप देखते हैं कि कॉपी करते समय मुझे शुरुआत से कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं शुरुआत से कॉपी करता हूं तो यह सामग्री खो जाएगी तो मुझे लास्ट लोकेशन से कॉपी करना चाहिए तो मुझे इसे इस तरह करना चाहिए मुझे इसे इस तरह करना चाहिए या यदि ओवरलैपिंग दूसरे तरीके से है तो यह सोर्स है और यह आपकी डेस्टिनेशन है यही डेस्टिनेशन है फिर मुझे दूसरे तरीके से ऐसा करना चाहिए मुझे शुरुआत से ही कॉपी करना शुरू कर देना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए तो प्रोसेसर द्वारा इन सभी का ध्यान रखा जाता है और एक्सेक्यूशन के लिए कितने साइकिल लगेंगे यह काउंट वैल्यू पर निर्भर करता है तो यह ब्लॉक मूल्य है उस ब्लॉक में कितने बिट्स हैं तो यह उस पर निर्भर होगा तो यह एक प्योरCISC विशेषता है क्योंकि पूरा ऑपरेशन बहुत जटिल है लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही उपयोगी विशेषता है क्योंकि प्रोग्राम में कई बार ऐसा होता है तो एक मेमोरी चंक की सामग्री को दूसरे से स्थानांतरित करना चाहेंगे इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए बहुत बार आवश्यकता होगी तो इस ARM डिजाइनरों द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है और उन्होंने इस मल्टीप्ल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन को वापस लाया है लेकिन उसी रूप में नहीं जैसा कि हमारे पास है जैसा कि हम प्रोसेसर के इंटेल परिवार में कह रहे हैं लेकिन यह इसमें एक अलग तरीका है लेकिन हमारे पास यह मल्टीप्ल लोड स्टोर हो सकते हैं फिर अगली महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास है वह इंस्ट्रक्शंस का कंडीशनल एक्सेक्यूशन है इसलिए इंस्ट्रक्शंस को कण्डीशनली एक्सेक्यूट किया जाएगा तो हर इंस्ट्रक्शन से पहले एक 4 बिट कंडीशन कोड होता है और यदि वह कंडीशन कोड संतुष्ट होता है तो केवल इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट किया जाएगा अन्यथा इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट नहीं किया जाएगा और इसके पास छोटी ब्रांचेज और इस प्रकार पाइपलाइन स्टॉल को एलिमिनेट करने का लाभ है तो हम देखते हैं कि यह कैसे होता है तो मान लें कि हमारे पास एक इफ थेन स्टेटमेंट है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे तो यदि R1 R2 से बेहतर है तो R3 को R4 प्लस R5 मिलता है और अन्यथा R3 को R4 माइनस R5 मिलता है मान लें कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इस प्रकार का कोड मिल गया है अब यदि आप उन आर्किटेक्चर पर विचार करते हैं जिनसे हम परिचित हैं तो 8085 या 8051 तक तो रूपांतरण मशीन कोड ट्रांसलेशन होगा कुछ इस तरह होगा कम्पाइर R1 R2 तब जम्प ऑन लेस्स और इक्वल टू L1 के बराबर और फिर यह यहां होगा मैं वह अडीसन करूंगा ADD R3 R4 R5 का अर्थ यह कि R3 को R4 और R5 का अडीसन मिलता है फिर वहाँ एक जंप होनी चाहिए इसके लिए इस जंप के लिए जंप होना चाहिए ताकि अगले इंस्ट्रक्शन को छोड़ सकें यह जम्प टू L2 होनी चाहिए और फिर यहां मुझे यह लेवल L1 होना चाहिए और वहां मुझे ऑपरेशन subtract R3 R4 R5 और यह मेरा लेवल L2 है तो यह कोड है अब आप इस कोड को एक पाइपलाइन फैशन में एक्सेक्यूट करने के बारे में सोचते हैं भले ही मेरे पास एक फेच डिकोड एक्सेक्यूट पाइपलाइन हो फेच डिकोड एक्सेक्यूट पाइपलाइन हो जिसमें मैं इसे एक्सेक्यूट कर रहा हूं जब यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट होता है तो यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट किया जा रहा है तो अगला इंस्ट्रक्शन फेच किया जाएगा लेकिन आप यह देखते हैं कि जब तक और जब तक इन इंस्ट्रक्शंस का एक्सेक्यूशन नहीं हो जाता तब तक मुझे नहीं पता कि अगला इंस्ट्रक्शन यह है या अगला इंस्ट्रक्शन यह है तो मैं वास्तव में फेच नहीं कर सकता ताकि पाइपलाइन को JLE L1 इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्यूट तक इंतजार करना पड़े और उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन क्या है और फिर केवल फेच ऑपरेशन जारी रह सकता है तो यहां कंडीशनल अनकंडीशनल जम्प के लिए एक पाइपलाइन स्टाल है जैसे कि यहां कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसके बाद भी अगर यह जम्प L2 इंस्ट्रक्शन तो इस एक को एक्सेक्यूट करने के बाद तो जम्प L2 तो इस एड्रेस से फेच करेगा लेकिन वैसे भी अभी भी आपके पास उस इंटेलिजेंस को रखने की आवश्यकता है वह डिकोड स्टेज जब यह इंस्ट्रक्शन जब यह इंस्ट्रक्शन वास्तव में जब यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट स्टेज में है तो यह जम्प L2 इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज में है तो उस बिंदु पर मुझे नहीं पता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है फेच करने के लिए तो अगला इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज में होना चाहिए इसलिए यदि इस इंस्ट्रक्शन को नंबरिंग करते है 1 2 और 3 है तो जब यह इंस्ट्रक्शन 1 एक्सेक्यूशन स्टेज में है तो इंस्ट्रक्शन 2 डिकोड स्टेज में है और इंस्ट्रक्शन 3 फेच स्टेज में होना चाहिए लेकिन इस बिंदु पर मुझे नहीं पता कि अगला क्या इंस्ट्रक्शन है तो यदि यह इंस्ट्रक्शन अर्थ केवल तभी स्पष्ट होगा जब हम एक्सेक्यूट स्टेज में आते हैं तो जब तक कि यह इंस्ट्रक्शन 2 एक्सेक्यूट फेज में नहीं आता है मुझे नहीं पता कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है तो इस तरह से एक प्रॉब्लम है तो जब भी आपको ब्रांच इंस्ट्रक्शन मिले हैं तो यह मुश्किल पैदा करता है क्योंकि हमें यह पाइपलाइन मिल गई है और बीच में स्टाल होगा अब यह ARM लोगों ने क्या किया है कि वे इसे इस तरह से करते हैं तो आपको यह कॉमपेअर इंस्ट्रक्शन मिला है तो कॉमपेअर R1R 2 तो यह वहां है फिर उसके बाद यह इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को डाल देगा तो इसे GTADD R3 R4 R5 कहा जाता है और हमारे पास इसके बाद LESUB R3 R4 R5 डाल दिया जाता है ठीक है तो क्या हो रहा है कि तो पहले इसकी कम्पायर कि जाएगी फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन जब अगला यह एक्सेक्यूट फेज में जायेगा तो यह जाँच करेगा कि ग्रेटर थान फ्लैग सेट किया गया है या नहीं यदि ग्रेटर थान फ्लैग सेट किया गया है तो केवल यह अडीसन किया जाएगा अन्यथा यह NOP के समान है नो ऑपरेशन फिर अगला इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन में आ जाएगा और इस कंडीशन पर निर्भर करता है कि यदि लेस्स ओर इक्वल कंडीशन सत्य है तो केवल यह सब सबस्ट्रक्शन होगा तो आप देखते हैं कि अब आपको पाइपलाइन को स्टाल नहीं करना पड़ेगा तो आप यह जानकर इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट कर सकते हैं कि यह प्रीफिक्स भाग जो हमारे पास यह कंडीशन कोड है जिसे हम निर्देश के सामने रख रहे हैं ताकि इस प्रकार की प्रोब्लेम्स का ध्यान रखा जा सके तो यह पाइपलाइन स्टॉल इस कंडीशन एक्सेक्यूशन के मामले में बहुत कम होगा कंडीशन एक्सेक्यूशन की उपलब्धता के साथ यह पाइपलाइन स्टॉल कम होगा तो यह वह बात है जो हमारे पास इस स्लाइड में अंतिम बिंदु है यह है कि यह अरिथमेटिक ऑपरेशन्स हो भी सकता है और नहीं भी की स्टेटस बिट को प्रभावित कर सकता है तो आम तौर पर हमने देखा है कि अन्य प्रोसेसरों में अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है जो वे स्टेटस बिट्स को प्रभावित करते हैं तो कि कैरी ओवर फ्लो Psw बिट्स इफेक्टेड हैं लेकिन यहां हमें ADD इंस्ट्रक्शन जैसे हर इंस्ट्रक्शन के 2 वेरिएंट मिल गए हैं इसे 2 वेरिएंट मिल गए हैं जैसा कि हम बाद में देखेंगे एक add है जो स्टेटस फ्लैग को प्रभावित कर रहा है और साथ ही एक और वेरिएंट ADD S है तो यह ADD इंस्ट्रक्शन स्टेटस फ्लैग को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन ADD S इंस्ट्रक्शन तो यह स्टेटस फ्लैग को प्रभावित करेगा और यह उपयोगी है क्योंकि जल्द ही हमे कंडीशनल ब्रांचिंग प्राप्त की है तो मुश्किल हो सकती है क्योंकि आप कह सकते हैं कि कंडीशनल ब्रांचिंग तो इसके साथ ही हम सिर्फ यदि आप पिछले इंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो कम्पेयर R1R2 फिर GTADD R3R4R5 अब यदि इस इंस्ट्रक्शन को स्टेटस फ्लैग को प्रभावित करने की अनुमति दी गई है तो जब मैं LESUB R3 R4 R5 की तरह लिख रहा हूं तो मुझे जो चाहिए वह यह फ्लैग है जिसे मैं जांचना चाहता हूं यह इस कम्पैरिसन का प्रभाव होना चाहिए न की अडीसन का तो अन्य प्रोसेसर में आप जानते हैं कि जब भी कुछ अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन किया जाता है तो स्टेटस फ्लैग सेट किए जाएंगे तो इस GTADD इंस्ट्रक्शन के परिणामस्वरूप तो यह इस स्टेटस फ्लैग को भी सेट करेगा लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि GTADD इंस्ट्रक्शन द्वारा स्टेटस फ्लैग सेट किया जाए तो यह ADD इंस्ट्रक्शन के 2 प्रकार डालकर सुनिश्चित किया जाता है तो हमें मिल गया है कि हम देखेंगे कि एक ADD और ADD S है तो यदि आप ADD S कहते हैं तो स्टेटस फ्लैग प्रभावित होंगे यदि आप ADD S नहीं कहते हैं तो स्टेटस फ्लैग प्रभावित नहीं होंगे तो हमारे पास है 2 संस्करण ADD और ADD S तो इस तरह से हम कई उन्नत सुविधाओं की विभिन्न विशेषताओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें ARM प्रोसेसर में शामिल किया गया है